आपका फिरसे एक बार स्वागत हैं आज हम ब्रीफ ऑन पेरिस कन्वेंशन 1967 और द बरने कॉन्ट्रैक्ट 1971 के बारे में चर्चा करेंग तो यहाँ WPIO वेबसाइट के संदर्भ में चर्चा की जाएगी क्योंकि यह वहाँ पर उल्लेख किया गया है इसलिए हम अब आज के मॉड्यूल सम्मेलन 1967 औद्योगिक संपत्ति का दायरा राष्ट्रीय चिकित्सा उपचार संपत्ति अधिकार सामान्य नियम बर्ने अनुबंध 1971 और राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत शामिल हैं फिर हम स्वचालित सुरक्षा के सिद्धांत और सुरक्षा की स्वतंत्रता के सिधान्तो पर आगे बढ़ेंगे बर्न अनुबंध 1971 तो यह सामग्री और इन स्लाइड्स का स्रोत WPIO की आधिकारिक वेबसाइट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से है जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं इसलिए हम 20 मार्च 1883 को पेरिस फ्रांस में हस्ताक्षरित बौद्धिक संपदा अधिकार संधियों में से एक पेरिस सम्मेलन 1967 में इस चर्चा के साथ चर्चा शुरू करेंगे इसका उद्देश्य औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक संघ की स्थापना करना है सम्मेलन के प्रावधानों को मोटे तौर पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है श्रेणियाँ राष्ट्रीय उपचार अधिमान्य अधिकार और सामान्य सिद्धांत हैं यहाँ हम उन तिनोपर भी जायेंगे तो पेरिस शामिल हैं

सेवा चिह्न व्यापार नाम भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा का दबाव है पिछले 2 चर्चाओं में हम यहाँ स्लाइड भी इसलिए पहले हम इस सम्मेलन के अनुसार चर्चा करेंगे कि संघ क्या है और अनुच्छेद 1 के अनुसार औद्योगिक संपत्ति का दायरा क्या है इसलिए सभी सदस्य देश जिन पर यह लागू होता है वे औद्योगिक संपत्ति की रक्षा के लिए एक संघ बनाते हैं औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा पेटेंट व्यापार नाम स्रोत संकेतक या निष्कर्षण अपील और अनुचित प्रतिस्पर्धा पर लागू होती है यदि हम उन सभी का बौद्धिक संपदा बौद्धिक प्रक्रियाओं और यात्राओं में उल्लेख कर सकते हैं जो संपत्ति की प्रकृति के रूप में औद्योगिक हैं इसलिए इस संबंध में यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है औद्योगिक संपत्ति को व्यापक अर्थों में समझा जाएगा और उचित रूप से न केवल उद्योग और व्यापार के लिए बल्कि कृषि और निकालने वाले उद्योगों और सभी निर्मित या प्राकृतिक उत्पादों पर लागू किया जाएगा उदाहरण के लिए शराब अनाज तंबाकू के पत्ते फल पशुधन खनिज खनिज पानी बीयर फूल और आटा इसलिए यहां तक कि अगर आप औद्योगिक संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जो देख रहे हैं उसकी परिभाषा बहुत व्यापक है और यह लगभग निर्मित वस्तुओं की झलक जैसी है जैसे निर्मित सामान प्राकृतिक उत्पादों के साथ शुरू होने वाले उत्पाद या चीजें और जैसे मुझे कृषि और निकालने वाले उत्पाद भी पसंद हैं

पेटेंट और अतिरिक्त वगैरह के प्रमाण पत्र राष्ट्रीय उपचार के प्रावधान क्या हैं अधिवेशन में कहा गया है कि औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक निर्माणाधीन सड़क को अन्य अनुबंधित राज्यों के नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने स्वयं के नागरिकों को अनुदान दे सके गैर अनुबंधित राज्यों के नागरिक भी अधिवेशन के तहत राष्ट्रीय उपचार के हकदार हैं यदि वे अधिवासित हैं या अनुबंधित राज्य में एक वास्तविक और प्रभावी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो इसका अर्थ है सरल शब्दों में यह समान सिद्धांतों के लिए सभी राज्यों के नागरिकों पर लागू होने का आह्वान करता है जो औद्योगिक संपत्ति के लिए अधिकार और आवेदन पर सम्मेलन के सदस्य हैं बशर्ते कि उनकी उस राज्य में स्थापना हो इसलिए यह सभी के साथ समान व्यवहार और समान भेदभाव की बात करता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है कि आप उस देश के हैं और अनुबंधित राज्य हैं या नहीं समान उपचार और समान अवसर जो हर किसी को दिया जाता है की तरह वे अनुबंधित अवस्था में मौजूद होते हैं संपत्ति या संपत्ति के अधिकार सम्मेलन में उनके चिह्नों और औद्योगिक डिजाइनों संपत्ति के अधिकार प्रदान किए जाते हैं इस अधिकार का अर्थ है कि अनुबंध वाले राज्यों में से एक में पहले औपचारिक आवेदन के आधार पर आवेदक 6 महीने के भीतर औद्योगिक डिजाइन के लिए पेटेंट और 12 महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोगिता मॉडल के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कर सकते हैं दूसरी संधि राज्यों इसलिए संपत्ति के इस अधिकार के साथ और व्यक्ति को 12 महीने के भीतर या औद्योगिक डिजाइन और अंकन के लिए 6 महीने के लिए एक अनुबंधित राज्य में पेटेंट दर्ज करने का अवसर मिलता है आप पसंद करते हैं कि आप अनुबंधित राज्यों में अपने अधिकारों के बराबर वे आपकी रक्षा करने में सक्षम हैं आपको पर्याप्त अवसर देते हैं ताकि आपके साथ हर जगह समान रूप से व्यवहार किया जाए और किसी को भी मौका न मिले या आपके अधिकारों का उल्लंघन न हो इन बाद के अनुप्रयोगों को माना जाएगा जैसे कि वे उसी दिन दायर किए गए थे जैसे पहले आवेदन दूसरे शब्दों में उनके पास एक ही आविष्कार उपयोगिता मॉडल के लिए उक्त अवधि के दौरान दूसरों द्वारा दायर किए गए आवेदनों पर प्राथमिकता के अधिकार के रूप में प्राथमिकता होगी इसके अलावा ये बाद के अनुप्रयोग पहले अनुप्रयोग में आधारित होने के कारण अंतराल में होने वाली किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होंगे जैसे कि एक आविष्कार का प्रकाशन या एक निशान को प्रभावित करने वाले लेखों की बिक्री या एक औद्योगिक डिजाइन को शामिल करना तो यह आपको फिर से एक विशाल अवसर प्रदान करता है जो कि अगर बीच में स्थितियां बदल गई हैं भले ही अन्य अनुप्रयोग समान प्रकार डिजाइन या आविष्कार के साथ आए हों लेकिन फिर भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी आपने एक अनुबंधित राज्य में पेटेंट के लिए दायर किया था और 12 महीने या औद्योगिक डिजाइन के लिए 6 महीने के भीतर आप इसे अगले अनुबंध वाले राज्यों के लिए दाखिल कर रहे हैं तो यह वहाँ पर लाभ दिया जाएगा जो वास्तव में सार्थक है इस प्रावधान के महान व्यावहारिक लाभों में से एक यह है कि कई देशों में सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदक को अपने सभी आवेदन एक ही समय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह निर्णय लेने के लिए 6 से 12 महीने का समय है कि वे किन देशों में सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों का उचित ध्यान रखते हुए आयोजन करें इसलिए यह आपको पसंद करने का समय देता है तर्कसंगत निर्णय लेता है यह पता लगाने के निर्णय पर काम करता है कि आप अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए कहां जा रहे हैं आगे हम सामान्य नियमों के बारे में चर्चा करेंगे संघ कुछ सामान्य नियमों का पालन करता है जिसका सभी सदस्य राज्यों को पालन करना आवश्यक है पेटेंट एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न अनुबंधित राज्यों में दिए गए पेटेंट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं एक कॉन्ट्रैक्टिंग राज्य को उपकृत नहीं किया जाता है पेटेंट प्रदान करने के लिए किसी भी अनुबंधित राज्य में एक पेटेंट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता रद्द या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि इसे अस्वीकार या रद्द कर दिया गया है या अन्य अनुबंधित राज्य में समाप्त कर दिया गया है इसलिए प्रत्येक अनुबंधित राज्य यह तय कर सकता है कि पेटेंट को अनुदान देना है या नहीं और पेटेंट को अधिकार देना है या नहीं जैसे अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में किसी एक पेटेंट में इसे मना कर दिया गया हो या तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में भी यही होगा इसलिए विभिन्न अनुबंधित राज्यों में दिए गए पेटेंट के लिए लेकिन एक ही आविष्कार एक दूसरे से स्वतंत्र है एक पेटेंट में आविष्कारक का नाम लिया जाना है पेटेंट अनुदान से इनकार नहीं किया जा सकता है और पेटेंट को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि पेटेंट प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पेटेंट उत्पाद या उत्पाद की बिक्री घरेलू कानून से उत्पन्न प्रतिबंध या सीमाओं के अधीन है संख्याओं के मामले में पेरिस कन्वेंशन संख्याओं को प्रस्तुत करने और पंजीकरण के लिए शर्तों को विनियमित नहीं करता है जो घरेलू अनुबंध के अनुसार प्रत्येक संविदात्मक स्थिति में निर्धारित किए जाते हैं अनुबंधित राज्य के एक राष्ट्रीय द्वारा दायर किए गए एक निशान के पंजीकरण के लिए कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी प्रविष्टि को अवैध घोषित किया जाएगा जिस आधार पर देश वास्तव में दाखिल पंजीकरण और नवीनीकरण प्रभावित नहीं होगा हुआ है इसलिए इस प्रकार की सुरक्षा जो हमें मिलती है हमारी मदद करती है यह वास्तव में उचित देखभाल के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिसे सम्मेलन ने पर्याप्त देखभाल करने और लोगों को आविष्कार के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए नए विचारों के साथ आया है और इसलिए कि उनके विचारों और उन्हें पेटेंट करने की इच्छा नहीं है जैसे कि इस तथ्य से धमकी दी गई है कि क्या होगा यदि एक अनुबंधित राज्य में एक इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा यदि यह कुछ के दायरे के समान नहीं है घरेलू कानूनों का हो रहा है एक अनुबंधित राज्य में प्राप्त चिह्न का पंजीकरण मूल देश सहित किसी अन्य देश में इसके संभावित पंजीकरण से स्वतंत्र है नतीजतन एक अनुबंधित राज्य में एक निशान के पंजीकरण की चूक या घोषणा दूसरे अनुबंधित राज्यों में पंजीकरण की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी इसलिए यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहा क्योंकि यह हम कभी कभी कुछ निर्णय या स्थिति भी समझ सकते हैं जो एक देश के लिए अच्छा हो सकता है वह जरुरी नहीं के दूसरे देश के लिए लागू नहीं हो सकता है इसलिए यह प्रावधान यह रखता है कि विभिन्न अनुबंध वाले राज्यों में ट्रेडमार्क के लिए फाइल करने के लिए आपका दायरा खुला है औद्योगिक डिजाइन को प्रत्येक संविदात्मक स्थिति में संरक्षित किया जाना चाहिए और इस आधार पर संरक्षण को जब्त नहीं किया जा सकता है कि लेख में डिजाइन Des शामिल है और उस स्थिति में विकसित नहीं हुआ है व्यापारिक नाम प्रत्येक अनुबंध को राज्य के पंजीकरण या नामांकन के दायित्व के बिना व्यापार के लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए स्रोत के संकेत वस्तुओं के स्रोत या उनके निर्माता या व्यापारी की पहचान के झूठे संकेत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग के खिलाफ प्रत्येक अनुबंधित राज्य द्वारा उपाय किए जाने चाहिए और निष्पक्ष प्रतियोगिता प्रत्येक अनुबंधित राज्य को अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए आगे हम 1971 के बर्न अनुबंध के बारे में चर्चा करेंगे 1886 में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन बर्न सम्मेलन कार्यों की सुरक्षा और लेखकों के अधिकारों से संबंधित है तो हम यहाँ क्या देखते हैं जैसे अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकारों और 2 अलग अलग प्रकार के अधिकारों के साथ एक सादृश्य बना सकते हैं तो हमने देखा है कि एक औद्योगिक डिजाइन के बारे में है जो औद्योगिक डिजाइन को पसंद करेगा और अन्य कापीराइट्स के बारे में है जो कलात्मक कार्यों में साहित्यिक के संरक्षण के संदर्भ में एक अमूर्त के रूप में अधिक है जो सौंदर्यवादी प्रकार की चीजों के लिए अधिक है तो 1971 का बर्न अनुबंध उन प्रकार की चीजों से संबंधित है दूसरा जब आप भविष्य में कॉपीराइट भाग की तरह काम करते हैं बर्न सम्मेलन उनके लेखकों के कार्यों और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है यह 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें न्यूनतम सुरक्षा के निर्धारण के साथ साथ विकासशील देशों में उपलब्ध विशेष प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं जो उनका उपयोग करना चाहते हैं 1886 में संपन्न बर्न सम्मेलन 1896 में पेरिस में संशोधित किया गया था और 1998 में बर्लिन में 1914 में बर्न में पूरा हुआ 1928 में रोम में और 1948 में ब्रुसेल्स 1967 में स्टॉकहोम में 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया और 1979 में संशोधित किया गया बर्न सम्मेलन 1886 में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए है इसलिए यह उनके लेखकों के कार्यों और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है बर्न ठेकेदार के सिद्धांत राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत स्वत संरक्षण का सिद्धांत सुरक्षा की स्वतंत्रता का सिद्धांत राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत एक अनुबंध राज्य में काम करना लेखक का काम जो उस राज्य का राष्ट्रीय है या ऐसी अवस्था में पहली बार प्रकाशित किया गया कार्य अन्य अनुबंध वाले राज्यों में से प्रत्येक को समान संरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि बाद में इसके कार्यों के लिए अपने नागरिकों की तरह राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत हैं यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहाँ हम अधिकारों और कर्तव्यों के सिद्धांत को लागू करते हैं जैसा कि हमने पहले के व्याख्यानों में चर्चा की थी शायद यह अनुबंध करने वाले राज्यों में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह किसी भी काम या कला के काम के लेखकों के अधिकारों का सम्मान करे और किसी अन्य संधि के मामले में इस अधिकार का सम्मान कर सकता है जैसा कि हमने उन्हें दिया है इसके नागरिकों के लिए क्या है और जिन्होंने अपने राज्य में कुछ साहित्यिक कार्य किए हैं इसलिए क्योंकि यह लेखकों का अधिकार पहचानने और सम्मान करने का कर्तव्य है और इस तरह से लेखक एक संरक्षण होने के अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं भले ही वे अपने अनुबंधित राज्य के भीतर न हों और इससे आगे बढ़ रहे हों तो यह पारस्परिक अधिकार है और कर्तव्य परिप्रेक्ष्य जो यहाँ पर परिलक्षित होता है स्वचालित सुरक्षा का सिद्धांत किसी भी औपचारिकता के अनुपालन पर संरक्षण सशर्त नहीं होना चाहिए इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कॉपीराइट सुरक्षा उस समय से स्वचालित रूप से मौजूद होती है जब एक योग्यतापूर्ण कार्य एक मूर्त माध्यम में तय होता है स्वतंत्रता के संरक्षण का सिद्धांत संरक्षण का कार्य मूल देश में सुरक्षा के अस्तित्व से स्वतंत्र है यह सिद्धांत इंगित करता है कि प्रश्न में देश उस देश की सुरक्षा स्थिति से स्वतंत्र है जहां काम विकसित किया गया था यदि कोई संधि लंबे समय तक राज्य की सुरक्षा के लिए प्रदान करती है तो सम्मेलन द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य और देश की उत्पत्ति के देश में संरक्षित कार्य बंद हो जाता है एक बार संरक्षित होने के बाद मूल देश में सुरक्षा से इनकार किया जा सकता है सुरक्षा के न्यूनतम मानक सुरक्षा के न्यूनतम मानक कार्य और अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा की अवधि से संबंधित हैं कार्य संरक्षण में प्रत्येक उत्पाद को साहित्यिक वैज्ञानिक और कलात्मक डोमेन में शामिल करना चाहिए चाहे जो भी हो अभिव्यक्ति का एक रूप है विशिष्ट अधिकारों को कुछ सीमाओं और अपेक्षाओं के तहत मान्यता दी गई थी अनुवाद का अधिकार काम को अनुकूलित करने और व्यवस्थित करने का अधिकार सार्वजनिक नाटकीय संगीत और संगीत कार्यों में प्रदर्शन करने का अधिकार सार्वजनिक साहित्यिक कार्यों में अध्ययन का अधिकार जनता को इस तरह के काम करने इसे प्रसारित करने किसी भी तरह से या रूप में फिर से बनाने दृश्य वीडियो कार्य में प्रदर्शन किया अधिवेशन नैतिक अधिकारों का भी प्रावधान करता है जो काम के संबंध में अधिकार का दावा करने का अधिकार है और काम के संबंध में किसी भी उत्परिवर्तन विरूपण और अन्य व्युत्पन्न कार्रवाई के अन्य संशोधन के लिए अधिकार का अधिकार है जो लेखकों के सम्मान के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा या प्रतिष्ठा तो यह लेखक के दावे का दावा करने के अधिकार की बात करता है और यह भी अधिकार के संबंध में किसी भी उत्परिवर्तन विकृति या अन्य संशोधन या अन्य व्युत्पन्न प्रतिक्रिया के खिलाफ रक्षा करने का अधिकार है जो अन्य लेखकों के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा अब चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा की अवधि के बारे में है पहले की चर्चाओं में भी हमने देखा है कि यदि कॉपीराइट सभी को प्रदान किया जा सकता है इसलिए यहाँ इस अवधि की सुरक्षा के लिए चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है और देखते हैं कि यह बर्न अनुबंध किस अवधि के बारे में बताता है जैसा कि हम देखते हैं सुरक्षा की अवधि के रूप में सामान्य नियम यह है कि लेखक की मृत्यु के बाद 50 वें वर्ष की समाप्ति तक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए हालाँकि इस सामान्य नियम के अपवाद हैं अपरिभाषित या उपनाम के मामले में संरक्षण की अवधि 50 साल बाद समाप्त हो जाती है क्योंकि दुनिया को कानूनन जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है सिवाय इसके कि यदि उपनाम लेखकों की पहचान के लिए कोई संदेह नहीं छोड़ता है या यदि लेखक उस अवधि के दौरान अपनी पहचान का खुलासा करता है बाद के मामले में सामान्य नियम लागू होता है ऑडियो विजुअल कार्यों के कार्यों के मामले में काम के निर्माण से न्यूनतम अवधि 25 वर्ष है अधिकारों पर उनके अधिकार और सीमाएँ क्या हैं यह भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि हमें इसे एक तरफ समझने की आवश्यकता है फिर से यह अधिकार है और दूसरी तरफ यह इसके बारे में भी संतुलन बना रहा है तो अन्य लोगों को भी समान चीजों की प्रकृति पर काम करने का अवसर मिलता है बर्न के हकदार हो सकते हैं और भुगतान मालिकों को किया जा सकता है इन सीमाओं को आमतौर पर संरक्षित कार्यों के मुफ्त उपयोग के रूप में जाना जाता है और कुछ विशेष मामलों में अनुच्छेद 9 धारा 2 में पुन प्रस्तुत किया जाता है 10 शिक्षण उद्देश्यों के लिए उदाहरण के लिए कार्यों का संदर्भ और उपयोग फिर अखबार की उपयोगिता या इसी तरह के लेख प्राप्त करने के लिए और वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रसारण प्रयोजनों के लिए थी पेरिस अधिनियम के परिशिष्ट में यह भी कहा गया है कि विकासशील देशों को शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में कुछ मामलों में काम करने के लिए स्वैच्छिक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति है इन मामलों में उल्लिखित उपयोग की अनुमति सही मालिक के अधिकार के बिना है कानून द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान के अधीन है इसलिए हम देखते हैं कि यह परिशिष्ट पेरिस अधिनियम के अनुसार है यह आगे के शोध की अनुमति दे सकता है विशेष रूप से मौजूदा साहित्यिक कार्यों पर पुनर्विचार करने और अनुवाद में उनका उल्लेख करने और साहित्यिक कार्यों पर अनुभाग में उनका उल्लेख करने की अनुमति दे सकता है यह साहित्यिक कार्यों की अधिक से अधिक चर्चा को प्रोत्साहित करता है जो अंततः इसे मजबूत करता है और किसी विशेष डोमेन के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस परिशिष्ट में पेरिस अधिनियम के न्यूनतम प्रशासनिक और अंतिम प्रावधानों को शामिल किया है कार्यकारी समिति के सदस्यों को स्विट्जरलैंड सदस्य होता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौते के तहत राष्ट्रीय उपचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वत संरक्षण के सिद्धांत भी डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो बर्न सम्मेलन के पक्ष में नहीं हैं इसके अलावा ट्रिप्स सदस्यों के नागरिकों को दिए जाने चाहिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रिप्स के तहत किराए के एक विशेष अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए ट्रिप्स या कला के कार्यों पर लागू नहीं होता है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बर्न सदस्य सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं सम्मेलन के प्रावधान नैतिक अधिकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं इसलिए यहां हम इस संधि को इस अनुबंध की तरह पाते हैं और यात्राओं के संबंध में भी कुछ निश्चित बिंदु हैं जिन पर मैं आता हूं जो सभी पर लागू होते हैं और कुछ प्रतिबंध भी होते हैं और इसके साथ ही कुछ छूट भी होती है जैसे कि आप उस अधिवेशन के पक्षकार थे हम अधिवेशन के सदस्य थे या नहीं तो इस जानकारी का विवरण इस वेबसाइट की तरह वे सामान्य बिंदु क्या हैं जहां वे एक साथ आते हैं जीवन के वे कौन से हिस्से हैं जहां वे एक दूसरे के साथ विचरण कर रहे हैं गैर सदस्य देशों को क्या छूट दी गई है और वे सामान्य बिंदु कौन से हैं जिनका सभी को पालन करने की आवश्यकता है चाहे आप सदस्य देश हैं या नहीं जैसा कि यह व्यक्ति की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा में मदद करता है या उन उत्पादों के लिए जो सभी कॉपीराइट कर सकें और आर्थिक रूप से इसका लाभ उठा सकें पेटेंट संरक्षण के लिए उनके लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है और अगर उन्हें ऐसा करना पड़ता है तो आप इस हद तक जान पाएंगे कि शायद विभिन्न राष्ट्र जहां वे अधिक विस्तार चाहते हैं और वहां पहुंच सकते हैं अन्य देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं और उस स्थिति में उन्हें इन सम्मेलनों के प्रावधानों को समझने की आवश्यकता है ताकि सभी अनुबंधित राज्यों में उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और परिणामस्वरूप वे सभी अनुबंधित राज्यों में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना पसंद कर सकते हैं और यह भी पसंद करते हैं अन्य जो शुरू करना चाहते हैं जो देर से शुरू हुए थे या जो पहले के डिजाइनों होना चाहिए फिर नए प्रवेशकों के लिए कौन सा अवसर मौजूद है जो उस पर सुधार करना चाहते हैं या जो उस पर शोध करना चाहते हैं और इसके लिए मूल्य जोड़ना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं धन्यवाद अगली कक्षा में हम कंप्यूटर और अन्य डिजिटल दुनिया से संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद